तो आपका स्वागत है और यह लैक्चर नंबर नंबर 52 है आज इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात की जाएगी और मुख्य फॉर्म से हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके सॉल्यूशन टेक्नीकों पर विचार करेंगे इसलिए आज हम इन दो स्टानडर्ड फॉर्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे dydxFxy पर विचार करेंगे तो x y राइट हैंड साइड का फ़ंक्शन और दूसरा फॉर्म हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे जो MxydxNxydy0 होगा तो ये दो प्रकार के फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जिन्हें हम इस और अगले कुछ व्याख्यानों में शामिल करेंगे तो सोल्यूशन टेक्नीक तो सोल्यूशन के तरीके क्या हैं पहला वेरिएबल का सेप्रेसन है इसलिए हम कुछ टेक्नीकों की जल्द समीक्षा करेंगे जो मूल फॉर्म से बहुत बुनियादी हैं और उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हर स्तर पर आवश्यक है तो उनमें से एक वेरिएबल का सेप्रेसन है तो यहाँ अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमारे पास f1ydydxf2x है तो यहाँ पॉइंट यह है कि सब कुछ y का फ़ंक्शन यदि हम एक तरफ और दूसरी तरफ x के फंक्शन से टकरा सकते हैं उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह इक्वेशन परिवर्तनीय है क्योंकि अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड केवल y का फंक्शन और राइट हैंड साइड फंक्शन x का सब कुछ इसलिए अगर हम इस तरह के फॉर्म में डाल सकते हैं तो हम इन इक्वेशन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर हम कहते हैं कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल अलग अलग हैं और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक बार जब हम वेरिएबल को अलग कर लेते हैं तो इसे लिखा जा सकता है जैसा कि हम बस इसे यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं या हम पहले इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्योंकि यह f 1 y और dy इस f2x और dx के बराबर है और फिर हम इस इक्वेशन को इस इंटिग्रेशन के निरंतरता के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसलिए f1ydyf2xdxc तो इस तरह का एक उदाहरण देखें जो यहां दिया गया है dydxex 2yx2e 2y इस प्रकार यदि हम इस फ़ंक्शन के राइट हेंड साइड एक क्लोज़ लुक रखते हैं तो हम उस ex का निरीक्षण करते हैं क्योंकि हम इसे यहाँ पहले ex इन e 2y के फॉर्म में लिख सकते हैं और यह शब्द हम पहले से ही सेपरेबल फॉर्म में है इसलिए e 2y और अब हम क्या करते हैं e 2y हम एक आम के फॉर्म में ले सकते हैं और जो इक्वेशन के दूसरी तरफ जा सकता है और यह एक तरफ यह exx2 के फॉर्म में रहेगा तो यह इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और फिर हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं e2ydydxexx2 इसलिए यहां हम इसे फिर से लिख सकते हैं तो हम इस इक्वेशन के लिए मूल फॉर्म से e2y मल्टीप्लाई करते हैं और स्वचालित फॉर्म से राइट हेंड साइड अब exx2 हो जाता है इसलिए y से मुक्त होता है तो हमारे पास y का फ़ंक्शन और राइट हेंड साइड x का फ़ंक्शन है e2ydydxexx2 इसलिए अब हम इस इक्वेशन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि हमें मिलेगा e2y2exx33c1 e2y2ex23x3c तो यह सॉल्यूशन है जो इस इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया गया है तो यह इस वेरिएबल को अलग करके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्पलिसिट सॉल्यूशन है इसलिए सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करना और खोजना आसान था इसलिए यह बहुत ही बुनियादी तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए करते हैं दूसरे वे इक्वेशन हैं जिन्हें वेरिएबल के वियोज्य में कम किया जा सकता है इसलिए जैसे कि दिए गए इक्वेशन में दिए गए इक्वेशन को इन वेरिएबल के संबंध में अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे कुछ सुब्स्टीट्यूशन द्वारा अलग अलग फॉर्म में बनाया जा सकता है और फिर हम फिर से उस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं जो हमने अलग होने योग्य इक्वेशन के लिए की है उदाहरण के लिए यदि हम इस dydxfaxbyc पर विचार करते हैं इसलिए यदि हमारे पास इस ax का फ़ंक्शन प्लस c या प्रपत्र है तो यह ax प्लस है इसलिए जैसे कि यह दिया गया इक्वेशन अलग फॉर्म में नहीं हो सकता है लेकिन यदि हम यहां सुब्स्टित्युसन करते हैं तो इस मामले में हम कहते हैं कि हम इस axbycv के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे और हम इस एक्सपान्शन को एक नया वेरिएबल देंगे या जब इस फॉर्म में इक्वेशन दिया जाता है तो हम ax by v को प्रतिस्थापित कर सकते हैं ⟹abdydxdvdx 1bdvdx af dvdxbfva dvbfva∫dx तो v के संदर्भ में सोल्यूशन प्राप्त करने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन है हम फिर से सब्स्टीट्यूट कर सकते हैं कि क्या यह axbycv दिए गए डिफ़ेरेन्शियल इक्वेशन की स्थिति के आधार पर है तो हम y के संदर्भ में फिर से अंतिम सॉल्यूशन लिख सकते हैं अब हम इस तरह का उदाहरण लेते हैं तो dydxsec xy इस प्रकार इस फॉर्म में दिया गया यह इक्वेशन अलग नहीं है क्योंकि हम इस सभी x को एक तरफ नहीं ला सकते हैं और दूसरी तरफ y को भी इसलिए हमें उस विचार का उपयोग करना होगा जो पहले वर्णित है इसका मतलब है यह x y v और होने तो यहाँ अब हम dx पर यह dy प्राप्त कर सकते हैं तो यह dx पर 1 प्लस dy के बराबर है dv dx के बराबर है और फिर यह dydxdvdx 1 है इसलिए हमारे पास y से v तक यह परिवर्तन पर्याप्त है जिसे हम दिए गए इक्वेशन में सब्स्टीट्यूट कर सकते हैं तो दिए गए इक्वेशन को अब dvdxsec v 1 माना जाएगा अब यह इक्वेशन अलग फॉर्म में है और हम उसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इससे पहले कि हम करते हैं तो चलिए हम इस शब्द को सरल बनाते हैं तो यह है 1cos v cos v हमने ऐसा किया है क्योंकि अब इंटिग्रेशन आसान हो जाएगा तो यह सभी शब्द बाईं ओर जाएंगे और dx यह डिफरेंशियल राइट हेंड साइड जाएगा और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इसलिए जब हम बाएं हाथ को प्राप्त करेंगे तो यह ऑर्डर उल्टा होगा तब हमारे पास 2v2 v2 1 और वह होगा इसलिए हमें यहां देखें तो यह जब बाईं ओर जाता है तो यह 2v2 v2 1 हो जाएगा और ठीक वैसा ही हमारे पास है तो 1 क्योंकि 1 12v2 dvdx v tan v2 xc Substitute vxy y tan xy2 c तो यहां दिए गए इक्वेशन फिर से अलग करने योग्य फॉर्म में नहीं थे लेकिन इस सुब्स्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ x प्लस y v के बराबर है फिर नया इक्वेशन जो कि अब यहाँ dydxsec xy में लिखा गया है यह अलग फॉर्म में है और इसलिए हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और आखिरकार हमें यह फिर से इम्पलिसिट सॉल्यूशन मिला तो y tan xy2 c तो एक और प्रकार के इक्वेशन पर हम अब विचार करेंगे उन्हें होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन पहले ऑर्डर और प्रथम डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कहा जाता है अगर यह प्रपत्र का है या इसे यहाँ के फॉर्म में रखा जा सकता है तो dydxfyx इसलिए यदि हम हर फंक्शन को dydxfyx के फॉर्म में राइट हैंड साइड में ला सकते हैं तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और अब हमारे पास सॉल्यूशन टेक्नीक है जिसका उपयोग हम इस तरह के एक होमोजीनियस इक्वेशन को हल करने के लिए कर सकते हैं और यहाँ ट्रिक यह है कि हम इस yxv को एक नए वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं इसलिए यहाँ हमने इस v को लिया है और फिर अब हम इस शब्द से dx पर इस डाई को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस संबंध के मूल फॉर्म से y xv हैं और तब dydxvxdvdx vxdvdxfv इसलिए इस संबंध के होने से अब हम अपने इक्वेशन को परिवर्तित कर सकते हैं जो इस फॉर्म में दिया गया था dydxfyx तो यह अब vxdvdxfv बन जाएगा यहाँ vxdvdxfv है क्योंकि yx को हमने यहाँ v मान लिया है तो यह नया इक्वेशन है जो फिर से अलग करने योग्य फॉर्म में है क्योंकि यह v हम राइट हेंड साइड ले जा सकता है इसलिए हमारे पास है dvfv vdxxc So we go through this example x33xy2dxy33x2ydy0x0 which is of this homogeneous differential equation So if we rewrite this equation this dydx x33xy2y33x2y 13yx3yx33yx Substitute yxv ⟹dydxvxdvdx vxdvdx 13v2v33v ⟹xdvdx v4 6v2 1v33v तो अब यह इक्वेशन हम इस v को राइट हेंड साइड ले जा सकते हैं और इक्वेशन इस v और x के संदर्भ में अलग अलग है इसलिए इसे राइट हेंड साइड ले जाते समय हम इस v4 6v2 1v33v को प्राप्त करेंगे जब हम इस v को इस दाहिने हाथ की तरफ से लगाते हैं तो अब यह इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में है हम इस शब्द को बायीं ओर ले जा सकते हैं और दायें बायें पक्ष इस dx को x पर ले जाएगा और फिर हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं 4v33vv46v21dv4xdx ⟹ ln v46v21 4ln x ln c x0 ⟹x4cv46v211 ⟹cx4y4x46y2x211 So now this one ⟹cy46y2x2x41 हमारे पास y और x इम्पलिसिट फॉर्म में दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के फॉर्म में दिए गए हैं अब इस व्याख्यान के लिए अंतिम एक इक्वेशन है जिसे इस होमोजीनियस फॉर्म में घटाया जा सकता है तो फिर से दिए गए इक्वेशन सीधे होमोजीनियस फॉर्म में नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ सुब्स्टीट्यूशन करके हम इसे होमोजीनियस फॉर्म में कम कर सकते हैं और यह ठीक उसी इक्वेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं dydxaxbycaxbyc तो यह इस कॉन्स्टंट का नया नाम है यह स्वाभाविक फॉर्म से डेरिवेटिव नहीं है यह सिर्फ एक और कॉन्स्टंट है where aabb तो इस मामले में अन्यथा यह केवल सुब्स्टीट्यूशन के द्वारा हम अलग अलग फॉर्म में कम कर सकते हैं और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया है कि इक्वेशन को अलग करने योग्य फॉर्म में फिर से परिभाषित किया जाए लेकिन यहां यह कन्डिशन दी गई है इसका मतलब है हमें यहां कुछ और करना होगा तो हम क्या करें हम यहां यह सुब्स्टीट्यूशन करते हैं कि xXh yYk नए वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ बड़ा X और यह बड़ा Y है तो अब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ x X h और इस y को बदल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल भी Y k के फॉर्म में अब यह सुब्स्टीट्यूशन होने से यह h और k कोंस्टंट हैं और हमें इन कोंस्टंट का चयन करना है ताकि यह इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए क्योंकि वर्तमान में यह इक्वेशन यहाँ इन कोंस्टंट शब्दों के कारण होमोजीनियस नहीं है तो ये इक्वेशन अब हम इस h और k को चुनेंगे ताकि यह इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए अब अगर हम इसे पहले यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होगा इसलिए हमारा यह संबंध है yYk ⟹dydxdYdX ⟹dYdXaXbYahbkcaXbYahbkc तो यहां नया एक्सप्रेशन फिर से x और y के संदर्भ में होगा लेकिन फिर हमारे पास यह भी है ahbkc और यहाँ एक ahbkc है और अब विचार यह है कि हम इसे यहां सेट करेंगे हम सेट करेंगे क्योंकि h और k को हमें चुनना होगा इसलिए हम इसे चुनेंगे ताकि यह 0 हो जाए और यह भी 0 हो जाए इसलिए एक बार हमारा h और k जिसे हमने चुना है ताकि ये दोनों भाव यहां गायब हो जाए हमारा इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा और यह वही है यहाँ निशाना लगाओ तो इन दोनों शब्दों को 0 के बराबर सेट करके अब क्या होगा dYdXaXbYahbkcaXbYahbkc जो हमेशा ऐसा h और k खोजने के लिए संभव है क्योंकि ये इक्वेशन हैं ahbkc0 ahbkc0 यदि हम इस a और इस कोएफ़्फिसिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनन्ट को देखते हैं तो हमेशा हल करने योग्य होते हैं इस h और k के लिए a b और a b अज्ञात हैं तो यह डिटर्मिनन्ट है जो नॉन ज़ीरो है जो स्थिति पहले से ही इक्वेशन में दी गई है इसका मतलब है कि हम हमेशा इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ये सॉल्व करने योग्य इक्वेशन हैं और वास्तव में यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे तो यहाँ अब हम h और k के मान प्राप्त करेंगे जैसे कि ये पद लुप्त हो जाएंगे और फिर हमारे पास ये संबंध हैं X x h Y y k जो हमने पहले ही प्रतिस्थापित कर दिया है इसलिए अब हमारा इक्वेशन बदल जाएगा ⟹dYdXaXbYaXbYabYXabYX और यह इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है जिसे हम इस Y ओवर X फॉर्म में लिख सकते हैं X और Y में होमोजीनियस जिसे हम उस तकनीक का उपयोग करके हल कर सकते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की है इसलिए चलो एक एक्सम्पल लेते हे dydxx2y 32xy 3 dydxdYdX dYdXX2Yh2K 32XY2hK 3 आज के व्याख्यान के लिए अंतिम एक में तो यहाँ हमने इस x X h y Y k और समीकरण में स्थानापन्न के रूप में पहले चर्चा की dydxdYdX dYdXX2Yh2K 32XY2hK 3 Choose hk so that h2k 302hk 30 ⟹h1k1 Xx 1 Yy 1 dYdXX2Y2XY h और k को सिलेक्ट करो ताकि h2k 302hk 30 ⟹h1k1 Xx 1 Yy 1 dYdXX2Y2XY Take YvX ⟹dYdXvXdvdX टेक YvX ⟹dYdXvXdvdX और अब हमारे पास यह पहले से ही है dYdXX2Y2XY YvXdYdXvXdvdX ⟹XdvdX12v2v v1 v22v dXX1211v3211 vdv तो यहां यह इन्टीग्रेटिंग करके ln Xln C12ln 1v 3ln 2ln XCln 1v1 v3 ⟹X2C21v1 v3 सबसटीट्यूटिंग vy 1x 1 ⟹C2x y3xy 2 ठीक है इसलिए हम अब कोंक्लुसन पर आते हैं तो यह वही है जो हमने आज सीखा है वेरिएबल के सेपरेबल तो यह एक तरह की समीक्षा थी क्योंकि आप में से कई पहले से ही इन सभी टेक्नीकों से अवगत हैं और हमने वेरिएबल फॉर्म को अलग करने योग्य इक्वेशन के बारे में फिर से चर्चा की है हमने होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस फॉर्म के इकवेशन के बारे में भी चर्चा की है ये उपयोग किए गए संदर्भ हैं और आपके ध्यान के लिए धन्यवाद